नमस्कार मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के एक और मॉड्यूल वायरलेस कम्युनिकेशन के ऐस्टीमेशन में आपका स्वागत हैIतो वर्तमान में वायरलेस कम्युनिकेशन में हम इंटरनेट सिंबल इंटरफेरेंस देख रहे हैंसही हैI और इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को हटाने के लिए इक्विलाइजेशन हमने इक्वलाइजर डिजाइन के लिए लीस्ट स्क्वेयर्स प्रिंसिपल को देखा है सही तो आज हम एक वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल में इक्वलाइज़र डिजाइन के लिए इंटरनेट सिंबल इंटरफेरेंस के साथ एक सरल उदाहरण देखते हैंI इसलिए हम वर्तमान में देख रहे हैं हम देख रहे हैं हम चैनल इक्विलाइजेशन और जैसा कि आप जानते हैं ISI हटाने के लिए चैनल इक्विलाइजेशन किया जाता है यानी इंटर सिंबल को हटाने के लिए जहां ISI इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के लिए प्रयोग हो रहा है सही इसलिए आज हम चैनल इक्विलाइजेशन के लिए एक सरल उदाहरण देखते हैं इसलिए आज इस मॉड्यूल में हम चैनल इक्विलाइजेशन के लिए एक सरल उदाहरण देखना चाहते हैं इसलिए 2 चैनल टैप्स के साथ इंटर सिंबल इंटरफेरेंस पर विचार करें L बराबर दो चैनल टैप्स के साथ ISI चैनल पर विचार करें ठीक है तो हमने इक्विलाइजेशन मॉडल में जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस वाले मॉडल में कहा हम चैनल टैप्स की संख्या को कैपिटल L द्वारा दर्शा रहे हैं और इन चैनल टैप्स को वास्तविक चैनलकॉफिशिएंट्स से निरूपित किया जाता है और इन चैनल टैप्स को h0 h1 से h L 1 तक निरूपित किया जाता हैI तो हमारे पास L 2 चैनल टैप्स के बराबर है जो कि h 0 और h1 है ठीक है तो आगे हमारे पास 2 चैनल टैप्स हैं जो h 0 h 1 हैं h 0 1 के बराबर है और h 1 05 के बराबर लेते है ठीक है और इसलिए अब हमारा सिस्टम मॉडल हमारा प्राप्त सिंबल y k बराबर है याद रखें h 0 गुना x k h 1 गुना x k 1 v k है और अब हमें h 0 और h 1 के मानों को प्रतिस्थापित करना है और इससे मुझे y k 1 गुना x k मिलता है क्योंकि h 0 बराबर है 1 05 गुना x k 1 v k के जो मूल रूप से हमारे पास y k के बराबर है इसलिए x k 05 गुना x k 1 v k आता है I यह प्राप्त सिंबल y k के लिए मॉडल है जिसमें याद रखें कि y k समय k पर प्राप्त सिंबल है x k वर्तमान तत्काल समय k में संचारित सिंबल है x k 1 पिछला संचारित सिंबल है जो पिछले समय k 1 पर संचारित सिंबल है जो वर्तमान सिंबल x k के साथ इंटरफेयर कर रहा है जो वर्तमान संचारित सिंबल x k है और v k चैनल में नॉयस है ठीक है तो मुझे केवल उनको फिर से लिखना है y k प्राप्त सिंबल है यह संचारित सिंबल है x k 1 यह k 1 समय पर संचारित सिंबल है और v k नॉयस है इसलिए x k 1 इंटरफेयर कर रहा है हमारे पास मूल रूप से x k 1 है जो x k के साथ इंटरफेयर कर रहा है यही है x k 1 x k का पता लगाने के साथ इंटरफेयर कर रहा है x k 1 इंटरफेयर कर रहा है और इसे ISI या इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस कहा जाता है यह वह वायरलेस चैनल है जिसमें y k है जो कि x k के साथ साथ x k 1 है जो पिछले सिंबल x k 1 के साथ इंटरफेयर कर रहा है जो वर्तमान सिंबल x k के साथ इंटरफेयर कर रहा है इसे इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस और इंटर सिंबल हटाना कहा जाता है बस इस की इस इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को हटाने की प्रक्रिया को इक्वलाइजेशन कहा जाता है तो हम ISI के प्रभाव को दूर करने के लिए रिसीवर पर इक्वलाइजेशन करते हैं सब ठीक है अभी r 3 टैप इक्वलाइजर के बराबर दोबारा मान ले विचार करें r प्राप्त सैंपल्स y k 1 पर आधारित 3 टैप इक्वलाइजर के बराबर है या प्राप्त सैंपल्स y k 2 y k 1 और y k के आधार पर 3 टैप इक्वलाइजर है इसलिए हमारे पास 3 सैंपल्स हैं और मूल रूप से इसका उपयोग करते हुए हम r 3 टैप इक्वलाइजर के बराबर डिजाइन करना चाहते हैं सही तो अब हम इन सिंबल्स y k 2 y k 1 और y k के लिए समीकरण लिखते हैं मेरे पास y k बराबर x k 05 गुना पिछला सिंबल x k 1 v k सही इसी प्रकार y k 1 मौजूदा सिंबल x k 1 05 गुना पिछला सिंबल जो कि तत्काल समय k पर x k v k 1 है और y k 2 बराबर x k 2 05 गुना x k 1 v k 2 है सही अब हम इसे एक मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं अब अगर मैं इसे एक मैट्रिक्स के रूप में लिखती हूं तो मैं इसे एक वेक्टर के रूप में लिख रही हूं मेरे पास y k 2 y k 1 y k है जो 1 05 0 0 0 1 05 0 0 0 1 और 05 के बराबर है यह मैट्रिक्स H के समान है जिसे हमने पिछले मॉड्यूल में लिखा है सिवाय मैं चैनल कॉफिशिएंट्स h 0 और h 1 के लिए प्रतिस्थापित कर कर रही हूं यह मैट्रिक्स H गुना x k 2 x k 1 x k 1 हमारे पास नॉयस वेक्टर है जो v k 2 v k 1 और v k है और हमने कहा कि यह प्राप्त वेक्टर y bar k है यह संचारित वेक्टर है यह x bar k है यह नॉयस वेक्टर v bar k है तथा मूल रूप से इसका उपयोग करते हुए अब हम मूल रूप से इस इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस के लिए वेक्टर मॉडल लिख सकते हैं I जैसा कि Y bar k H गुना x bar k v bar k के बराबर होता है जहां v bar k नॉयस वेक्टर है सही है इसलिए मैं इसे y bar k के बराबर H गुना x bar k v bar k लिख सकती हूं v bar k नॉयस वेक्टर है याद रखें यह एक r क्रॉस 1 वेक्टर है r 3 के बराबर है इसलिए यह मूल रूप से एक 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है H एक r क्रॉस r L 1 मैट्रिक्स है r 3 के बराबर है L 2 के बराबर है इसलिए यह 3 क्रॉस मैट्रिक्स है यह x bar k है जो r L 1 क्रॉस 1 है यह 4 क्रॉस 1 है और यह r क्रॉस 1 वेक्टर है जो 3 क्रॉस 1 नॉयस वेक्टर है तो मूल रूप से जो हमने किया है हमने इस मॉडल को विकसित किया है जो है y बार k इस ISI इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के लिए है H गुना x bar k v bar k के बराबर है मूल रूप से इस वायरलेस चैनल में इस इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के प्रभाव को पकड़ने के लिए और अब हमें r को 3 टैप्स इक्वलाइज़र के बराबर डिज़ाइन करना है ठीक है तो हम इस वायरलेस चैनल में इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के प्रभाव को दूर करने के लिए 3 टैप इक्वलाइज़र को डिज़ाइन करने जा रहे हैं सही और हमें 3 टैप्स को कॉफिशिएंट्स c 0 c 1 c 2 द्वारा निरूपित करना है तो मूल रूप से अब कॉफिशिएंट्स या टैप्स इक्वलाइज़र पर विचार करें ये इक्वलाइज़र के 3 टैप्स हैं इसलिए हमारे पास r के बराबर 3 टैप्स हैं और इसलिए अब मैं इक्वलाइज़र को लिख सकती हूं जो कि समान है x k c 0 गुना y k 2 c 1 गुना y k 1 c 2 गुना y k जैसा कि मैं सिंबल x k का अनुमान लगा रही हूं x hat k दूसरे सिंबल जैसे x k 2 x k 1 और x k 1 के इंटरफेयरेंस को हटाने के बाद सिंबल x k का अनुमान है और यह अनुमान आउटपुट सिंबल्स y k 2 y k 1 और y k के लीनियर संयोजन के रूप में दिया गया है जैसे c 0 गुना y k 2 c 1 गुना y k 1 c 2 गुना y k जिसे अब मैं मूल रूप से रो वैक्टर्स c 0 c 1 c 2 गुना कॉलम वेक्टर y k 2 y k 1 y k के रूप में लिख सकती हूं यह इक्वलाइज़र वेक्टर c bar का ट्रांसपोज़ है यह c बार ट्रांसपोज़ है यह y bar k है इसलिए इक्वलाइज्ड सिंबल x hat k बराबर है c bar ट्रांसपोज़ y bar के और अब y bar k के लिए समीकरण को प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं जो कि H गुना x bar k v bar k के बराबर है जो कि अब ब्रैकेट्स को हटाकर हो सकता है मेरे पास c बार ट्रांसपोज़ है h गुना x bar k c bar ट्रांसपोज़ v bar k के और अब इक्वलाइजेशन हासिल करने के लिए कहा गया है वेक्टर c bar ट्रांसपोज़ H है यह वेक्टर सही इक्वलाइजेशन के लिए आदर्श रूप से यह वेक्टर 0 0 1 0 होना चाहिए ठीक यदि यह ठीक 0 0 1 0 नहीं है तो हम कम से कम जितना संभव हो उतना करीब वेक्टर 0 0 1 0 को अनुमानित करना चाहेंगे ताकि हम इसे चुन सकें वेक्टर x k को चुनता है जबकि यह अन्य सिंबल्स x k 2 x k 1 और x k 1 को शून्य करता है और यह इस इक्वलाइज़र डिजाइन में मूल विचार है इसलिए इसे 0 फोर्सिंग इक्वलाइज़ के रूप में भी जाना जाता है इक्वलाइज़र डिज़ाइन के लिए 0 फोर्सिंग मानदंड क्योंकि आप अन्य सिंबल्स x k 2 x k 1 और x k 1 से इंटरफेयरेंस को मजबूर कर रहे हैं और इसलिए इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है मेरे पास c bar ट्रांसपोज H है यह वेक्टर मूल रूप से 0 के करीब और अनुमानित होना चाहिए जिसका मतलब है कि अगर मैं अब ट्रांसपोज़ लेती हूं इसलिए ट्रांसपोज़ लेते हुए मेरे पास यह H ट्रांसपोज़ गुना c bar के बराबर होना चाहिए या मूल रूप से जितना संभव हो उतना ट्रांसपोज़ गुना c bar के बराबर होना चाहिए और H ट्रांसपोज़ याद करो एक मैट्रिक्स है यह H का ट्रांसपोज़ है जो 1 05 0 0 0 1 05 0 0 01 05 गुना c bar है और यह मूल रूप से हमने कहा है कि हमारा मैट्रिक्स h ट्रांसपोज़ है यह मैट्रिक्स 1 bar 2 है जिसमें हर जगह 0s हैं और 1 दूसरे स्थान पर है तो यह 0 स्थान पर 0 है पहले स्थान पर 0 है दूसरे स्थान पर1 और फिर 0 है हर जगह तो 1 bar 2 मूल रूप से वेक्टर है जिसमें दूसरे स्थान पर 1 है गिनना शुरू करें 0 से दूसरे स्थान पर 1और हर जगह 0 और इसलिए अब इक्वलाइज़र डिजाइन के लिए लीस्ट स्क्वेयर्स मानदंड को व्यक्त किया जा सकता है वास्तव में 0 फोर्सिंग इक्वलाइज़र डिजाइन के लिए लीस्ट स्क्वेयर्स मानदंड है आइए 0 फोर्सिंग के लिए या Zee F इक्वलाइज़र डिजाइन के लिए न्यूनतममानदंड 1 bar 2 H ट्रांसपोज़ c bar स्क्वेयर और इक्वलाइज़र c bar लीस्ट स्क्वेयर्स मूल रूप से ऊपर लिखित के लिए समाधान है इक्वलाइज़र c बार मूल रूप से H H के रूप में दिया जाता है यह कुछ ऐसा है जिसे हमने पहले देखा है H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H गुना वेक्टर 1 bar 2 और याद रखें ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मूल रूप से क्योंकि H ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स H ट्रांसपोज़ एक 4 क्रॉस मैट्रिक्स है और इसलिए इसमें कॉलम्ज़ की तुलना में रोज़ अधिक हैं यदि आप मैट्रिक्स H के ट्रांसपोज़ को देखें तो यह 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स H ट्रांसपोज़ एक 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है इसलिए यदि आप समीकरणों की प्रणाली को देखते हैं तो 1 bar 2 H ट्रांसपोज़ गुना c bar के बराबर होता है जो एक निर्धारित प्रणाली है ठीक है तो यह एक निर्धारित प्रणाली है इसलिए कोई इसे हल कर सकता है हालांकि कोई इसे ठीक से हल नहीं कर सकता कोई इसे केवल वेक्टर 1 bar 2 H ट्रांसपोज़ c bar के बीच की त्रुटि को कम करने के लिए हल कर सकता है जो कि लीस्ट स्क्वेयर्स समाधान c bar है वास्तव में यह समान है याद करें कल हमने कहा था यह मल्टीपल एन्टीना डाउनलिंक चैनल ऐस्टीमेशन के समान है हमारे पास y bar x गुना H bar के बराबर है और x पायलट मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम्ज़ की तुलना में रोज़ अधिक हैं और बोलचाल की भाषा में इसे एक टॉल मैट्रिक्स के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि मूल रूप से इसमें एक संरचना होती है जो लंबा दिखाई देती है यानी इसमें कॉलम्ज़ की तुलना में रोज़ अधिक होती हैं यदि यह एक N क्रॉस M मैट्रिक्स है जहां N अवलोकन की संख्या है जो M से अधिक हैजो कि चैनल अनुमान के संदर्भ में एन्टीना की संख्या है जो हमने पहले देखी है वैसे भी अब हम इक्विलाइजेशन की समस्या पर वापस आ रहे हैं इसलिए अब इक्वलाइज़र इन मैट्रिक्सिस H और 1 bar 2 को प्रतिस्थापित करके डिज़ाइन किया जा सकता है तो अब हम अपने मैट्रिक्स को देखें आइए हम इस H H ट्रांसपोज़ को देखें अब हम H के लिए समीकरण को प्रतिस्थापित करते हैं H के लिए यह समीकरण 1 05 0 0 0 1 05 0 0 0 1 05 गुना मैट्रिक्स H ट्रांसपोज़ के रूप में दी गई है और मैट्रिक्स H ट्रांसपोज़ 1 05 0 0 0 1 05 0 00 1 05 है यह मेरा मैट्रिक्स H है यह मेरा मैट्रिक्स H ट्रांसपोज़ है और आप देख सकते हैं आप इसकी गणना कर सकते हैं आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि H H ट्रांसपोज़ को 125 05 0 05 125 05 और फिर से 0 05 125 के रूप में दिया गया है और मूल रूप से आसानी के लिए इसे मैं केवल अंश के रूप में लिख रही हूँ 5 बाय 4 यह आधा है 05 0आधा 5 बाय 4 आधा 0 आधा 5 बाय 4 है यह मेरा मैट्रिक्स H H ट्रांसपोज़ है इसलिए मूल रूप से मूल्यों को प्रतिस्थापित करते हुए तो मैट्रिक्स H को प्रतिस्थापित करते हुए मैंने मूल रूप से H H ट्रांसपोज़ का मूल्यांकन किया है अब हमें H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स का मूल्यांकन करना होगा और H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स का मूल्यांकन करने के लिए पहले हमें H H ट्रांसपोज़ के डिटरमिनेन्ट का मूल्यांकन करना होगा ठीक है तो H H ट्रांसपोज़ का डिटरमिनेन्ट मुझे इसे इस तरह से लिखना चाहिए कि यह केवल डिटरमिनेन्ट द्वारा इसे निरूपित कर रहा है यह मूल रूप से H H ट्रांसपोज़ का डिटरमिनेन्ट है और आप इसकी गणना कर सकते हैं आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं आप इसे देख सकते हैं यह 5 बाय 4 गुना 25 बाय 16 1 बाय 4 आधा गुना अच्छा 5 बाय 8 है जो कि मूल रूप से 5 बाय 4 गुना 21 बाय 16 5 बाय 16 है जो मूल रूप से 105 20 बाय 64 है जो मूल रूप से आप इसे फिर से देख सकते हैं यह 85 बाय 64 है जो कि डिटरमिनेन्ट है हमने इस मैट्रिक्स H H ट्रांसपोज़ के डिटरमिनेन्ट का मूल्यांकन किया है अब हम इन्वर्स का मूल्यांकन करें फिर से आपको एक साधारण 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इन्वर्स के लगातार विकास से परिचित होना चाहिए असल में मुझे हर एक तत्व को ट्रांसपोज़ के कॊफैक्टर द्वारा बदलना होगा हाँ जी तो अगर आप परिचित नहीं हैं तो आप प्रक्रिया को देख सकते हैं यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जहां मैं हर एक तत्व को ट्रांसपोज़ के संबंधित तत्व के कॊफैक्टर द्वारा प्रतिस्थापित कर रही हूं हाँ जी इसलिए H H ट्रांसपोज़ की गणना अब की जा सकती है क्योंकि H H ट्रांसपोज़ 1 ओवर डिटरमिनेन्ट है जो कि 1 ओवर डिटरमिनेन्ट गुना मैट्रिक्स के कॊफैक्टर के बराबर होता है जिसे 21 बाय 16 5 बाय 8 1 बाय 4 5 बाय 8 25 बाय 16 5 बाय 8 1 बाय 4 5 बाय 8 21 बाय 16 के रूप में दिया जाता है और मूल रूप से यदि आप इस पर गौर करते हैं तो कॊफैक्टर बहुत सरल है उदाहरण के लिए इस तत्व का कॊफैक्टर हमने पहले से ही 5 बाय 4 के कॊफैक्टर का मूल्यांकन कर लिया है इस तत्व का कॊफैक्टर मूल रूप से 5 बाय 4 गुणा 5 बाय 4 1 बाय 4 बराबर है 21 बाय 16 के और ऐसे ही तो यह मूल रूप से है आप इसे देख सकते हैं यह है कॊफैक्टर्स का मैट्रिक्स किसी भी रैखिक बीजगणित की मानक पाठ्यपुस्तक में पाया जा सकता है और अब इसके अंदर 64 का फैक्टर लेते हुए यह मूल रूप से है आप इसे 1 ओवर 85 गुना 84 40 और 16 40 100 40 16 40 और 84 के रूप में सरल कर सकते हैं और इसलिए अब यह क्या है यह मूल रूप से H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स है तो यह मूल रूप से H H ट्रांसपोज़ है इसलिए हमने H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स का मूल्यांकन किया है याद रखें इक्वलाइज़र H H ट्रांसपोज़ गुना H गुना 1 bar 2 है I इसलिए मुझे इस अन्य तत्व का मूल्यांकन करना है जो कि H गुना 1 bar 2 है और यह बहुत सरल है इसका मूल्यांकन ऐसे किया जा सकता है कि H गुना यह वेक्टर 1 बार 2 मूल रूप से आपका मैट्रिक्स 1 05 0 0 0 1 05 0 0 0 1 05 गुना वेक्टर 1 बार 2 है वेक्टर 1 बार 2 जो 0 0 1 0 है तो यह मूल रूप से आपका H ट्रांसपोज़ है यह मूल रूप से आपका वेक्टर 1 बार 2 है इसलिए यह बराबर है और इसे देखो यह 1 bar 2 यह बस दूसरा कॉलम लेता है जैसे 0 से गिनती शुरू करते हैं यह बस इस कॉलम को चुनता है और आप इसे गुणा कर सकते हैं यह बस आपका 0 05 1 है या दूसरे शब्दों में यह मूल रूप से आपका 0 आधा 1 है I इसलिए इक्वलाइज़र c bar वह इक्वलाइज़र c बार है जो H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H गुना मैट्रिक्स 1 बार 2 है हमने इन दोनों मात्राओं की गणना ऊपर की है H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स है जो 1 ओवर 85 गुना 84 40 16 40 100 40 16 40 84 गुना H 1 bar 2 जो 0 आधा 1 है और यह जब आप गुणा करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं जो आपको मिलेगा 1 ओवर 85 गुना 4 10 64 और अंत में इस 1 ओवर 85 को अंदर ले रहे हैं मेरे पास यहां जो है वह मूल रूप से C bar है जो कि 4 बाय 85 10 बाय 85 64 बाय 85 के बराबर है और यह मूल रूप से इक्वलाइज़र है इसलिए हमने जो किया है वह मूल रूप से हमने इस मात्रा H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H गुना मैट्रिक्स 1 बार 2 का मूल्यांकन किया है और इसे c bar इक्वलाइज़र के रूप में दिया है और अब हमें जो करना है वह मूल रूप से सिंबल x hat k है जिस इक्वलाइज्ड सिंबल x हैट k का मूल्यांकन C बार ट्रांसपोज़ वेक्टर y bar k के रूप में किया जा सकता है है यह अंतिम चरण है जो कि इक्वलाइज़र का इंप्लीमेंटेशन है तो x hat k बराबर है C bar ट्रांसपोज़ y bar k के जो मूल रूप से आपके इक्वलाइज़र के बराबर है जिसका हमने मूल्यांकन किया है जो है 4 बाय 85 10 बाय 85 64 बाय 85 गुना y k2 y k1 और y k है और वह मूल रूप से x hat k है और यह दर्शाता है कि x hat k मूल रूप से 4 बाय 85 गुना y k 2 10 बाय 85 गुना y k 1 64 बाय 85 गुना y k है और अंत में इसलिए यह मूल रूप से आपका इक्वलाइज्ड सिंबल x hat k है जो कि बराबर 4 बाय 85 गुणा y k 2 10 बाय 85 गुना y k 1 64 बाय 85 गुणा y k है तो जो इक्वलाइज़र कर रहा है वह मूल रूप से x k से इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस समाप्त करने के लिए सिंबल्स y k y k 1 y k 2 का लीनियर संयोजन कर रहा हैI तो जो हमने यहां मूल रूप से देखा है हमने L बराबर 2 टैप्स के आधार पर एक सरल उदाहरण देखा है अर्थात् एक वायरलेस चैनल मॉडल जो एक पिछले सिंबल x k का x k 1 से इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस है जोकि हमने इस 2 टैप इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस चैनल के सरल उदाहरण से देखा है और इसके साथ ही हमने r बराबर 3 टैप इक्वलाइज़र निकालने की प्रक्रिया को दर्शाया है इस चैनल के लिए हमने 3 टैप इक्वलाइज़र का मूल्यांकन किया है और अंत में यह भी प्रदर्शित किया है कि कैसे इस वायरलेस चैनल के लिए इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के साथ इस 3 टैप इक्वलाइज़र का उपयोग करके इक्विलाइजेशन कर सकते हैं तो इसके साथ हम इस मॉड्यूल को रोकेंगे और हम बाद के मॉड्यूल में अन्य पहलुओं का पता लगाएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद I